स्वागत हे हम चर्चा कर रहे हैं बायोमोलेक्यूलस और कोशिका संरचना और कोशिका फ़ंक्शन से उनके संबंध हमने अंतिम व्याख्यान में सूक्ष्म जीवों को देखा और यह देखने के लिए हमारे पास एक कहानी थे हम यह देखते हुए कि सर्जिकल प्रक्रिया से पहले उपकरणों को निष्फल क्यों किया जाता है और हमने कुछ सवाल पूछा और हम नीचे आए बैक्टीरिया जो एक चीज है जो संक्रमण का कारण बन सकता है और दुनिया में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जीवन में और इतने बड़े और इतने ही मूल रूप से अन्य किस्मों से अलग है जिन्हें हम एक डोमेन कहते हैं जीवन में हमने कहा कि तीन डोमेन हैं बैक्टीरिया आर्किया और यूकेरिया जो कुछ मूलभूत तरीकों से अलग हैं और इन्हें डोमेन कहा जाता है एक डोमेन में कई राज्य हैं एक राज्य में कई फ़ाइला हैं एक फ़ाइलम में कई कक्षाएं हैं एक क्लास में कई ऑर्डर हैं और एक ऑर्डर में कई परिवार हैं और एक परिवार में कई जीनस और एक जीनस में कई प्रजातियां हैं यह टैक्सोनॉमी है जैसा कि इसे कहा जाता है या जिस तरह से जीवों को वर्गीकृत किया जाता है ताकि कोई भ्रम न हो उम्मीद है कि आप यहां के वीडियो से गुजरे होंगे हमने उल्लेख किया था कि आप इनमें से कुछ जैविकको अनदेखा कर सकते शब्दोंहैं वे सिर्फ जा रहे हैं आप वास्तव में यह जानने के बिना कि वे किस तरह के अभ्यस्त हो सकते हैं हम इस पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में सबसे महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे आपको इसकेचिंता करने की आवश्यकता नहीं है बारे में इसलिए आप इस अवस्था में आरएनए डीएनए और इत्यादि जैसे शब्दों को अनदेखा कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो के दो तिहाई हिस्से को क्या कहते हैं इसे याद रखने के लिए मैंने स्मृति सहायक के बारे में बात की क्या कोआलास पसंद करते हैं मैंने कहा कि चीज़ या फल मुझे लगता है कि वीडियो चॉकलेट या फलों को आम तौर पर बोलता है यह याद करने के लिए एक स्मृति सहायक है और फिर हमने कहा कि जीवन कोशिकाओं से बना है या तो एकल कोशिका जैसे कि आर्किया बैक्टीरिया और यूकेर्या के कुछ हिस्से को प्रोटिस्ट और इतने पर कहा जाता हैया वे कई कोशिकाओं जैसे कि कवक जानवरों पौधों से बने हो सकते हैं और इसी तरह मैंने कहा कि मनुष्य लगभग 1014 कोशिकाओं से बना है और मूल रूप से दो प्रकार की कोशिकाएं हैं प्रोकैरियोट्स नाभिक से पहले और एक सच्चे नाभिक के साथ हमने देखा कि वे कैसे दिखते थे और उनके आकार और इसी तरह और हमने यह भी कहा कि कोशिका जीवन की मौलिक कार्यात्मक इकाई है यदि हम इसे समझते हैं तो हम शायद जीवन को समझ गए हैं और हम इसके करीब हैं और फिर हमने जीवों और इसके बारे में आगे बात की और मैंने आपको बताया कि कैसे एक लैब की नसबंदी की जाती है कैसे ऑपरेशन थिएटर और अस्पतालों को स्टरलाइज़ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अन्य साधन भी हैं अन्य ऑपरेशन थिएटरों और उपकरणों को निष्फल करने के लिए अधिक सुरक्षित साधन फिर हमने बायोरिएक्टर की बात की बायोरिएक्टर उत्पादन पोत हैं वास्तव में एक बायोरिएक्टर एक पोत है कोई भी पोत जिसमें जैवप्रौद्योगिकी बनाई जाती है और उपयोग के कई जैवप्रौद्योगिकी हैं जैसे हम बोलते हैं और कई और संभावित जैवप्रौद्योगिकी विकसित हो रही हैं मैंने आपको एक एकल उपयोग बायोरिएक्टर के लिए एक वीडियो दिया था और एक बड़े बायोरिएक्टर के लिए एक छवि लिंक बायोरिएक्टर उनके आवेदन के आधार पर बहुत बड़ा हो सकता है और फिर मैंने आपको एक बायोप्रोसेस के बारे में बतायाबायोप्रोडक्ट्स जो कि वास्तव मेंका उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है बायोरिएक्टर इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है और फिर हमने कहा कि कोशिकाओं को एक बायोरिएक्टर में कतरनी के अधीन किया जाता है यह हमारी दूसरी कहानी है हमारी पहली कहानी संक्रमण और इतने पर के बारे में थी हमने सीखा कि जीवकारण बनते संक्रमण काहैं और वे कौन से जीव हैं उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है तो हमारी दूसरी कहानी बायोरिएक्टर में कतरनी से शुरू होती है ठीक है यह शब्द शीयर ही नया हो सकता है यहां तक कि इंजीनियरों के लिए भी जो छात्र हैं यदि आपने किया है तो शायद इंजीनियरिंग में डिग्री हो आपको पता होगा कि कतरनी या संबंधित क्षेत्र आप कोहोगा कि कतरनी क्या है चलो बहुत आधार से शुरू करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि कतरनी क्या है इस तरह हम सभी एक ही विमान में हैं आइए हम चपाती के आटे की एक गेंद पर विचार करें और अपने हाथों की हथेलियों के बीच में चपाती का आटा पुरी चपाती का आटा रखें अपनी हथेलियों को विपरीत दिशा में रखें मुझे लगता है कि मैंने कई तरह के कदम उठाए हैं इनथोड़ा आराम करें हथेलियों को और हथेलियों को विपरीत दिशाओं में घुमाएं जब आप ऐसा करते हैं तो गेंद का क्या होता है गेंद विकृत चपाती आटा ठीक लचीला विकृत करता है जब वेमें चले जाते हैं तो कतरनी बलों के कारण गेंद विकृत हो विपरीत दिशाओंजाती है गेंद विकृत होती है सतह पर लगाए जाने वाले कतरनी बलों के कारण जब हथेलियों द्वारा ये उकेरे जाते हैं उन्हें विपरीत दिशाओं में ले जाया जाता है दूसरे शब्दों में यदि आपके पास भौतिकी में कुछ पृष्ठभूमि है तो आप इसे समझ थोड़ा और आसानी से सकते हैं जब दोनों हथेलियों के बीच में बैले हुए आटे के साथ एक सापेक्षिक वेग होता है तो इससे आपको तनाव या कतरनी प्रभाव पड़ता है जैसा कि आप कॉल कर सकते हैं तो यह उत्पन्न होने के लिए कतरनी की आवश्यकता है कि एक सापेक्ष गति होनी चाहिए जिसका अर्थ है किका एक हिस्सा इस मामले में आटा गेंद ऊपरी भाग को एक वेग का अनुभव करने की आवश्यकता हैअलग जो आटा गेंद के दूसरे छोर सेहै आइए हम कहते हैं और इसलिएबीच एक सापेक्ष वेग दोनों सिरों केहै और यदि ऐसा होता है तो एक कतरनी बल होता है जो आटा गेंद से अनुभव होता है ठीक है एक द्रव वातावरण में जैसे बायोरिएक्टर बायोरिएक्टर एक पोत है जिसमेंबायोप्रोडक्ट्स कोशिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं पोत आमतौर पर कोशिकाओं को निलंबन में रखने के लिए उभारा जाता है इसेसंचालित किया जा सकता कई तरीकों सेहै और इसी तरह हमें इसमें नहीं जाने देना चाहिए तो अगर इसे उभारा जाता है तो बहुत सारे वेग वेगों में अलग अलग दिशाओं में गतिमें द्रव कणों के अलग अलग वेगों में होने बायोरिएक्टरजा रहा है और इस तरह के माहौल के लिए बहुत से कतरनी ताकतों को कार्रवाई करने के लिए बहुत व्याकुल है तोमें एक तरल एक बायोरिएक्टरवातावरण में सापेक्ष वेग या वेग ग्रेडिएंट्स प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं जो कोशिकाओं पर कतरनी प्रभाव पैदा कर सकते हैं अब एक आटे की गेंद के बजाय आइए हम हथेलियों के बीच एक ही आकार की स्टील की गेंद पर विचार करें और जब हम विपरीत दिशाओं में हथेलियों को हिलाते हैं तो स्टील की गेंद का क्या होता है बहुत ज्यादा कुछ नहीं है ना यह विकृत नहीं है दूसरे शब्दों में क्योंकिकी सूक्ष्म संरचना स्टील की गेंदआटे की गेंद से बहुत अलग होती है आप सभी जानते हैं कि आटा एक ऐसी चीज से बना है जिसे हम करेंगे जिसे आप शायद इस कोर्स के एक हिस्से के रूप में अनुमान लगा पाएंगे और स्टील बॉल स्टील से बना है यह स्टील के अणुओं या लोहे के प्लस संयोजन और इसी तरह से बना है और आगे और स्टील की सूक्ष्म संरचना आटे की गेंद से बहुत अलग होती है औरनिकालने कतरनी ताकतों के साथ कि एक को बाहरमें सक्षम है हथेलियों को विपरीत दिशाओं में ले जानेकुछ नहीं से स्टील की गेंद सेहोता है इसलिए सूक्ष्म या उप को जानना महत्वपूर्ण है सूक्ष्म घटकोंक्योंकि वे सामग्री के विभिन्न गुणों के निर्धारक हैं है ना यह आप सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से परिचित होंगे आप सभीपरिचित होंगे इस अवधारणा सेकि यह एक सूक्ष्म संरचना या एक सूक्ष्म सूक्ष्म संरचना और घटक और उनके गुण हैं जो एक पूरे के रूप में सामग्रियों के गुणों को निर्धारित करते हैं अब हम प्रश्न पूछते हैं कोशिकाओं में कतरनी से क्या प्रभावित होता है हम कहते हैं कि हम जानते हैं कोशिकाओं के बारे में कुछ नहींहैं हम विभिन्न शर्तों के बारे में बात कर रहे हैं मुझे यकीन हैके अन्य व्याख्यानों में भी डॉ मधुलिका दीक्षित उन्होंने बहुत सारी शर्तों का उल्लेख किया होगा हम सभी आवश्यक बातों को स्पष्ट करेंगे यह समय में विभिन्न बिंदुओं पर इस पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है तो कोशिकाओं में कतरनी से क्या प्रभावित होता है पहला अनुमान लिफाफा होगा जोको कवर करता कोशिकाओंहै है ना यह है यह एक बहुत तर्कसंगत अनुमान है तो सेल लिफ़ाफ़े में क्या होता है सेल लिफ़ाफ़े में वह चीज़ हो सकती है जिसे कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली कहा जाता है याद रखें ये दोनों अलग चीजें हैं एक को सेल वॉल कहा जाता है दूसरे को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है और दोनों सेल को लिफ़ाफ़ा देते हैं है ना कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य दोनोंपाए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया में पादप कोशिकाओं मेंऔर इसी तरह या कोशिका भित्ति पूरी तरह से अनुपस्थित हो सकती है ठीक है केवल कोशिका झिल्ली ही कोशिका को उसके परिवेश से अलग करती है है ना और यही हमारे सभी कोशिकाओं के साथ होता है सभी जानवरों की कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति नहीं होती है उनके पास सिर्फ एक कोशिका झिल्ली होती है और यही बात पर्यावरण के संपर्क में आती है विशिष्ट सेल की दीवार लगभग बीस नैनोमीटर मोटी ठीक है आप आकार मीटर की कल्पना कर सकते हैं फिर सेंटीमीटर 10 2 मीटर है मिलीमीटर 10 3 है माइक्रो 10 6 है नैनो 10 9 है यह बीस नैनोमीटर मोटी है कठोर है और इसलिए सेल संरचना को बनाए रखने में योगदान देती है जैसे कि अखंडता कठोरता आकार और इतने पर और इसके आगे यह आमतौर पर एक सेल की दीवार क्या करती है आप इसदेख सकते विशेष लिंक को यहाँहैं वैसे मुझे लगता है कि विभिन्न लिंक दिखाने के लिए यह सही समय है मैंने किया है एक फ़ाइल का उल्लेख एक पीडीएफ फाइल जिसमें ये लिंक होंगे जिन्हें क्लिक किया जा सकता है मुझे लगता है कि नियंत्रण और एक क्लिक आपको वहां ले जाएगा मैं आपको वह फाइल दिखाता हूं मुझे लगता है कि यह आपको दिखाने का सही समय है मैं यह आपके संसाधनों के एक भाग के रूप में उपलब्ध होगा मुझे लगता है कि यह नीचे उपलब्ध है या ठीकउपलब्ध है मुझे लगता है ऊपरकि एक लिंक है दाहिने हाथ की तरफ एक बटन है वीडियो जब आप खेलते उन्हेंहैं और अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो यह आपको इस फाइल में ले जाएगा तो ये वे स्रोत हैं जिनमें से कई में जीत हुई और जिनमें से कुछ वैकल्पिक हैं मैं इंगित करूंगा कि वैकल्पिक कौन हैं यदि यह है अगर मैं नहीं कहता कि यह वैकल्पिक है यह आवश्यक है ठीक है बेहतर पाठ्यक्रम की सराहना करना आवश्यक है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है हम यहां ये वीडियो नहीं चला सकते हैं इसलिए हमने आपको लिंक दिए हैं ताकि आप जा कर उन पर एक नज़र डाल सकें वीडियो को उनके शिक्षण मूल्य के लिए चुना गया है उनके लिए उनके मूल्य को सिखाने के लिए आईआईटी मद्रास और इस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षक मधुलिका और मैंगए अन्यका समर्थन नहीं कर सकते वीडियो में व्यक्त किएविचारों या वीडियो में दिखाए जाने वाले उत्पादोंहैं इनमें से कुछ बहुत अच्छे वीडियो कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों को बेचने के लिए बनाए गए हैं लेकिन हम उत्पादों का समर्थन नहीं करते हैं इसलिए हमने ये सभी वीडियो मिमिक्री के माध्यम से तैयार किए हैं मैंने दूसरे का उल्लेख नहीं किया लेकिन कृपया इसके माध्यम से जाएं यह विज्ञान पत्रिका सेबारे में एक बहुत अच्छा वीडियो है कॉकरोच आधारित रोबोट के यह परिचयात्मक व्याख्यान में है और ये विभिन्न बायोमिमिक्री व्याख्यान और फिर कृत्रिम रेटिना व्याख्यान थे मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफ़ेस व्याख्यान और फिरके तीन जीवनडोमेन जैविक वर्गीकरण एकल उपयोग बायोरिएक्टर ये तीन वीडियो और बड़े बायोरिएक्टर थे यह एक छवि है और सेल की दीवार संख्या ग्यारह है जो हम अभी के बारे में बात कर रहे हैं यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक छवि मिलेगी जिसे आप देख सकते हैं हमें वापस आने दो सेल की दीवार केमें रूपमुख्य रूप से दो प्रकार के अणुओं से बना होता है जिन्हें पेप्टिडोग्लाइकेन और टेइकोइक एसिड कहा जाता है ठीक है यह शर्तें हैं मैं बस इसके आसपास तैरने जा रहा हूं अब शर्तों के बारे में चिंता न करें यदि यह पर्याप्त महत्वपूर्ण है तो हम जाकर देखेंगे कि यह क्या है यदि यह नहीं है तो बस शर्तों को सुनें ताकि यदि आप बाद में शर्तों को सुनते हैं तो आपको कम से कम अस्पष्ट याद होगा और आप जानते हैं मैंने ऐसा सुना है कहीं यह काफी अच्छा है और अगर यह पर्याप्त महत्वपूर्ण है तो आप इसे बार बार उजागर करेंगे और आप इसे उठा सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली पहले हमने सेल मेम्ब्रेन ओ ओह सॉरी सेल वाल की अब बात की थीहम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज़्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं यह वह जगह है जहाँ यह बहुत दिलचस्प है सूक्ष्म दष्टि से कोशिका झिल्ली कैसी दिखती है यह कुछ इस तरह दिखता है आप जानते हैं यह एक दो आयामी संरचना है यह कुछ प्रकार के रूप में दिखाया गया है आप आयताकारजानते हैं एक संरचना का घनाकार प्रकार यह एक सेल है ठीक है आप सेल का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं यहतरह दिखता है इस और यदि आप इसे सभी दिशाओं में बढ़ाते हैं और मान लेते हैं कि यह किसी प्रकार का आच्छादन कर रहा है तो एक गोलाकार आकृति या एक अंडाकार आकृति तो आप समझ सकते हैं कि यहकी संरचना में कैसे फिट बैठता है सेल है ना इसलिए आपके पास दो परतों से मिलकर कोशिका झिल्ली है जैसा कि आप देख सकते हैं पहली परत इस वृत्त की यहाँ है और इनमें से कुछ यहाँ की रेखाएँ दूसरी परत यहाँ वृत्त है और दूसरी रेखाएँ विपरीत दिशा में हैं है ना तो दूसरे शब्दों में यह यहाँ एक दोहरी परत है ऐसा होता है कि इस की प्रकृति प्रकृति से बहुत अलग है गेंद कीकीसे बहुत अलग प्रकृति इन पंक्तियों प्रकृति है हम यहां आएंगे इसके अलावा कुछ अन्य चीजें हैं इन हरी चीजों को दिखाया जाता है और ये नीली चीजें हैं जो दिखाई जाती हैं हम उस पर पहुंचेंगे हरी चीजें वास्तव में प्रोटीन हैं हम देखेंगे कि प्रोटीन क्या हैं हालांकि हमनेको कई बार कुछ शब्दोंसुना है हम देखेंगे कि वे प्रोटीन क्या हैं और ये कार्बोहाइड्रेट हैं जो इस पर चिपकते हैं हम देखेंगे कि वे क्या हैं अब के लिए हम इस डबल लेयर पर यहाँ ध्यान दें जो कि यदि आप एक अणु लेते हैं जिसमें एक डबल लेयर होता है तो इसमें यह गोल सिर और एक निश्चित पूंछ होती है तो सेंगर और निकोलसन ने कोशिका झिल्ली की संरचना को कुछ प्रकार के द्रव मोज़ेक के रूप में वर्णित किया मोज़ेक सिर्फ इन चीजों को एक साथ रखा जाता है इसलिए यह मोज़ेक है जिसे लिपिड कहा जाता है वास्तव में इन अणुओं को आप जानते हैं कि हम यहां बहुत कुछ बता रहे हैं इन्हें लिपिड कहा जाता है और प्रोटीन होते हैं और अन्य चीजें भी हो सकती हैं तो सेंगर और निकोलसन ने इसवर्णित किया संरचना को लिपिड के एक तरल पदार्थ के रूप मेंजो ये हैं और प्रोटीन जो यहां देखे जाते हैं यह अब के लिए काफी अच्छा है ठीक है यह एक कोशिका झिल्ली है इसलिए कतरनी आप जानते हैं आसानी से झिल्ली को आसानी से फाड़ सकते हैं क्योंकि वेरहे हैं चारों ओर तैर ठीक है आप पर्याप्त सतह बल प्रदान करते हैं कतरनी इनको अलग करने के लिए आंसू जा रहा है लिपिड और कुछ कोशिकाएं जैसे कि जैसा कि मैंने उल्लेख किया है स्तनधारी कोशिकाएं कोशिकाएं होती हैं एक कोशिकानहीं होती है भित्तिऔर प्लाज्मा झिल्ली सीधे पर्यावरण के संपर्क में होती है और इसलिए वे उन कोशिकाओं की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं जिनकी तुलना सेल की दीवार से होती है ठीक है यह सामान्य ज्ञान है जब आप बायोरिएक्टर में इन कोशिकाओं का उपयोग करते हैं तो स्तनधारी कोशिकाओं का उपयोग बायोरिएक्टर में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसे उच्च मूल्य के उत्पादों के उत्पादन केकिया जाता है जो कि कैंसर के लिए चिकित्सा उपयोग किए जाते हैं और इतने पर और जब आप इन कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए बायोरिएक्टर में उपयोग किया जाता है तो उनके पास में वेग प्रवणता के कारण सीधे विभिन्न तनावों के संपर्क में होते हैं बायोरिएक्टरऔर उन कतरनी तनाव कोशिकाओं को अलग कर सकते हैं तो ये क्या हैं आइए हम इस अणु की प्रकृति को देखें यह अणुओं का एक महत्वपूर्ण वर्ग है परिभाषा बहुत अस्पष्ट है ठीक है और वह सबसे अच्छा है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं और हमें जीव विज्ञान में अस्पष्ट परिभाषा के साथ शुरू करते हैं लिपिड पानी में अघुलनशील अणु होते हैं जोरूप में कार्बनिक सॉल्वैंट्स में बहुत घुलनशील होते हैं क्लोरोफॉर्म के ठीक है मुझे पता है कि यह अस्पष्ट है लेकिन हमें इससे चिपके रहना चाहिए जो कि एक लिपिड है और यहसे एक बुनियादी बायोमोलेक्यूल्स के चार प्रमुख वर्गों मेंहै जो जीवन में मौजूद हैं तो उदाहरण के लिए आप सभी ठीक है हम इस अणु को यहाँ ले जाएँ ठीक है यह एक तीन कार्बन अणु है ठीक है यदि आप रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा जानते हैं तो आपको पता होगा कि यह ग्लिसरॉल है जो पीले रंग में दिखाया गया है या पीले रंग का कुछ छाया है वह ग्लिसरॉल है यहाँ तीन OH समूह हैं यहाँ तीन कार्बन हैं और इनमें से एक OH समूह में COOH के साथ एक लंबी श्रृंखला कार्बन अणु संलग्न है ठीक है जब यह जुड़ जाता है H 2 O निकल जाता है और C इस O के साथ जुड़ जाता है तो आपके पास CO है दूसरी तरफ यह O दूसरी तरफ और यह O इस O काप्रदान करने के लिए जा रहा एक उदाहरणहै लिपिड ठीक है तो आपके पास एक फैटी एसिड है जो हाइड्रोफोबिक है और आपके पास ग्लिसरॉल है जो हाइड्रोफिलिक है और संलग्न है आप सिद्धांत रूप में एक लिपिड प्राप्त कर सकते हैं C16 पामिटिक एसिड है और इन कार्बन अणुओं के बीच के सभी बंधन सभी एकल बंधन हैं इसलिए यह संतृप्त वसा अम्ल है ग्लिसरॉल के साथ संतृप्त फैटी एसिड एक लिपिड का एक उदाहरण है अबएक फैटी एसिड के बजाय इस ओएचई से जुड़े शुरू में ग्लिसरॉल का ओएच क्या था यदि आपके पास तीन फैटी एसिड ग्लिसरॉल के तीन ऑक्सीजेन से जुड़े हुए हैं एस्टर लिंकेज के माध्यम से जैसा कि उन्हें कहा जाता है तब आप मोटे हो जाते हैं सभी वसा जो बहुत सारी सामाजिक कठिनाई का कारण बनते हैं यह कुछ भी नहीं है ठीक है यह एक ट्राइग्लिसराइड है आपके पास ग्लिसरॉलजुड़े तीन फैटी एसिड हैं अणु सेऔर यह आपका वसा है वसा एक लिपिड है तो वसा जो भी कठिनाइयों का कारण बनता है और वह सब एक लिपिड है इसे ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है ठीक है क्योंकि आपके पास ग्लिसरॉल है आपके पास ग्लिसराइड बांड हैं जो तीन फैटी एसिड के लिए यहां बन रहे हैं और आपके पास वहां ट्राइग्लिसराइड है C18 स्टीयरिक एसिड मक्खन के अलावा कुछ भी नहीं है ठीक है यह संतृप्त है अगर यह संतृप्त है तो आपको मक्खन मिलता है और C18 एक एकल डबल बांड के साथ आपको तेल देता है मक्खन संतृप्त क्योंकि कार्बन परमाणुओं के बीच सभी बंधन एकल बंधन हैं और यहां एक बंधन एक दोहरा बंधन है जो वास्तव में संरचना में एक गुत्थी का परिचय देता है और आपके पासएक फैटी एसिड एकल बांड असंतोष के साथहोता है और फिर आपको तेल मिलता है ठीक है आप जानते हैं कि ये उत्पाद कितने उपयोगी हैं और यह इन उत्पादों की आणविक प्रकृति है C18 मक्खन है C18 एक दोहरे बंधन के साथ तेल असंतृप्त तेल और इतने पर है ठीक है ये सभी संतृप्त असंतृप्त शब्द जोद्वारा उपयोग किए जाते हैं डॉक्टरों वास्तव में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधों की प्रकृति का उल्लेख करते हैं तो यह तीन आयामी दृष्टिकोण है आइए हम इसके कुछ हिस्सों पर ध्यान दें इसके कई हिस्से हैं जो हमें चिंता नहीं करते हैं तो यह दोहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है जैसा कि मैंने कहा यहको कवर सेलकरता है यह प्लाज्मा झिल्ली का एक हिस्सा है मान लें कि यह विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है और आप देखते हैं कि यह सेल को कैसे कवर कर सकता है तो इस प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड की एक दोहरी परत होती है जिसमें ढेर सारे प्रोटीन होते हैंचारों ओर चिपके रहते जो लिपिड और प्रोटीन के तरल पदार्थ केहैं और फिर कई अन्य चीजें होती हैं जिनकेहमनहीं करेंगे बारे मेंअब चिंता यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं मुझे लगता है कि यह वीडियो नंबर बारह है यहां आइटम नंबर बारह प्लाज्मा झिल्ली आप इसे देख सकते हैं और यह प्लाज्मा झिल्ली की आपकी प्रशंसा में सुधार करेगा तो चलिए हम थोड़ा और गहराई में जाने की कोशिश करते हैं इसलिए मैंका एक हिस्सा ले रहा हूं प्लाज्मा झिल्ली एक दो आयामी दृश्य तो यह लिपिड की द्वि परत है आपके पास यहां हाइड्रोफिलिक प्रमुख हैं हाइड्रोफिलिक का अर्थ केवल पानी से प्यार करना है और इसलिए जब यहसंपर्क में आता पानी केहै तो यह खुद को पानी की ओर उन्मुख करेगा और आपके पास ये हाइड्रोफोबिक पूंछ हैं दूसरे शब्दों में यह एक हिस्सा है यह ग्लिसरॉल अणु का एक हिस्सा हो सकता है और यह विभिन्नहो सकता है फैटी एसिड ठीक है आमतौर पर यहाँ दो फैटी एसिड होते हैं और यह वही है जोउड़ाया गया यहाँ है ठीक है ये फैटी एसिड हैं यह शायद संतृप्त है यह शायद असंतृप्त है और आपके पास कुछ अन्य अणु हैं जो हाइड्रोफिलिक हैं वे पानी के साथ हैं और ये हाइड्रोफोबिक अणु हैं और यह इस जोड़ी में से एक की संरचना है जिसे ठीक किया गया है और कुछ नहीं फॉस्फोलिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल एक प्रमुखमें लिपिड के प्रमुख प्रकार झिल्ली हैं ठीक है दूसरे शब्दों में हमने हमने ट्राइग्लिसराइड देखा ठीक है ग्लिसरॉल अणुजा रहा है को ट्राइग्लिसराइड्स में परिवर्तित किया वह एक उदाहरण था फॉस्फोलिपिड्स में यह अलग है जैसा कि हम बाद में देखेंगे ग्लाइकोलिपिड्स नामक अणुओं का एक और सेट है जहां यह हिस्सा अलग है और कोलेस्ट्रॉल जो पूरी तरह से अलग अणु है हम देखेंगे कि थोड़ी देर में ठीक है कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही सामान्य आमतौर पर ज्ञात अणु है यह बहुतका कारण माना जाता था कठिनाई लोगों ने कहा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन नेकोलेस्ट्रॉल पर अपना दृष्टिकोण बदल दिया है अब लेकिन यह वैसे भी लोकप्रिय है यदि आप यह देखना अच्छा होगा कि यह सब क्या है ठीक है इसलिए यह एक फॉस्फोलिपिड है विशेष रूप से फॉस्फेटिडिल कोलीन ये फैटी एसिड श्रृंखलाएं हैं हाइड्रोफोबिक पूंछ जो यहां हैं और यह ग्लिसरॉल अणु है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यहां तीन कार्बन श्रृंखलाएं और उनमें से दो ओ अणु फैटी एसिड से जुड़े हैं O का तीसरा अणु एक फॉस्फेट समूह PO 4 समूह से जुड़ा हुआ है और फिर एक choline समूह है जो उस के शीर्ष पर है ठीक है इसे फॉस्फेटिडिल कोलीन कहा जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक हाइड्रोफिलिक अंत है और यह एक हाइड्रोफोबिक पूंछ है इसलिए यह एककी विभिन्न आवश्यकताओं में फिट बैठता है लिपिड और यह प्राकृतिक झिल्लियों का एक महत्वपूर्ण घटक है यह कोलेस्ट्रॉल है है ना आप यह सब यहाँ देख रहे हैं यह सब हाइड्रोफोबिक हिस्सा है और यह ओएच हाइड्रोफिलिक भाग है ठीक है और कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है जो डॉक्टरों ने सोचा था किबहुत सारी पहलेसमस्याएं हुई थीं झिल्ली में लिपिड कतरनी संवेदनशीलता कैसे निर्धारित करते हैं कतरनी कितना संवेदनशील है विभिन्न प्रकार के लिपिड हैं इसलिए मौजूद लिपिड के प्रकारों के आधार पर कतरनी संवेदनशीलता अलग अलग होनी चाहिए ठीक है क्योंकि घटक केके समग्रनिर्धारित करते हैं गुण पूरेगुणों को तो आइए देखें कि यह कैसा है और हमेंएक अनुप्रयोग देखने अपनी आवश्यकताओं की दिशा में इसकाको मिलता है उसके लिए आइए हम दो लिपिड द्वि परतों पर विचार करें पहली द्वि परत फॉस्फोग्लिसराइड्स से बनी होती है जिसमें केवल स्टीयरिक एसिड होता है ठीक है C18 C18 संतृप्त और दूसरासे बना है फॉस्फोग्लिसराइड्सजिसमें ओलिक और स्टीयरिक एसिड होते हैं ओलिक जैसा कि आप जानते हैं कि एक असंतोष है स्टीयरिक एसिड है कोई असंतोष नहीं है उसकी वजह से यदि दोनों स्टीयरिक हैं ठीक है यह यह हाइड्रोफोबिक पूंछ हाइड्रोफिलिक सिर है यदि दोनों को संतृप्त किया जाता है जैसे कि स्टीयरिक एसिड संरचना कुछ इस तरह से होने वाली है जबकि अगर यह एक ओलिक और एक स्टीयरिक है तो स्टीयरिक सीधा होने वाला है ओलिक के पास एक किंक होने वाला है और इसलिए यहअधिक जगह स्टीयरिक की तुलना मेंघेरने वाला है ठीक है और इसलिए अगर हम दोनों स्टीयरिक एसिड युक्त लिपिड को कसकर पैक करते हैं तो यहसे पैक करने जा रहा है कुछ इस तरह ठीक है उचित रूप से कसकर पैक किया गया मैं स्पष्टता के लिए सिर्फ एक परत दिखा रहा हूं आप दूसरी तरफ की दूसरी परत की कल्पना कर सकते हैं जबकि अगर हमारे पास फॉस्फोग्लिसराइड्स पर स्टीयरिक और ओलिक दोनों मौजूद हैं तो यह इस तरह पैक करने जा रहा है वह क्षेत्र जो इस स्थान पर व्याप्त है जिसमें से प्रत्येक पर कब्जा होने वाला है इसलिए पैकिंग स्वयं हीबहुत दोनों स्टीयरिक अम्लों की तुलना मेंकम घनी होने वाली है और इसलिए झिल्ली तरलता अधिक होने वाली है ढीली पैकिंग के कारण जबकि यहाँकारण झिल्ली की तरलता कम होती जा रही है तंग पैकिंग के इसलिए यह देखना काफी आसान है कि कसकर पैक की गई चीज कतरनी का विरोध करने वाली चीज की तुलना में बहुत अधिक है थोड़ी मात्रा में कतरनी बल की एक छोटी राशि इस को अलग कर सकती है ठीक है इसलिए यह बहुत सरल है कि कोशिका झिल्ली की संरचनाको कैसे उसकी कतरनी संवेदनशीलतानिर्धारित करती है और लिपिड की संरचना या घटक घटक की प्रकृति को झिल्ली की संरचना निर्धारित करते हैं और संरचना इसकी संपत्ति निर्धारित करती है उदाहरण के लिए झिल्ली तरलता शिथिल पैक्ड संरचना अधिक कतरनी संवेदनशील होगी मान लीजिए कि हम कतरनी को अधिक मजबूत बनाने के बारे में सोचते हैं ठीक है कतरनी यहाँ हमारी कहानी है मान लीजिए कि हम कतरनी को अधिक मजबूत बनाने के बारे में सोचते हैं तो हम क्या करते हैं हमें यह समझने की जरूरत है कि झिल्ली के बारे में और अधिक जानकारी दी जाती है किमें झिल्ली कैसे बनती है कोशिकाऔर इसी तरह आगे क्या होती है विभिन्न घटकों के कार्य क्या हैं और फिर किसी तरह कोशिका को बनाते हैं बनाने या उस तरह के लिपिड उत्पन्न करने के लिए जिन्हें हमें अधिक घनीआवश्यकता पैक झिल्ली कीहोती है और इसलिए अधिक कतरनी संवेदनशील सेल लाइनों या स्तनधारी कोशिकाओं शायद ठीक है अगर आप उन्हें बायोरिएक्टर में उपयोग करने जा रहे हैं है ना तो यहबारे में सोचने का एक तरीका इसके है ठीक है मुझे लगता है कि हम इस व्याख्यान के लिए यहां रुकेंगे आगे मिलने पर हम आगे भी जारी रखेंगे बहुत संक्षेप में इस व्याख्यान में हमारी कहानी कतरनी के बारे में थी हमने देखा कि कतरनी क्या थी मुझे जल्दी सेदो वापस जानेजो हमने देखा हमने देखा कि कतरनी क्या थी मैंने आपको कुछ विस्तार से बताया कि कतरनी क्या थी और इससेको नुकसान हो सकता है कोशिकाओं विशेष रूप से ऐसे वातावरण में जैसे बायोरिएक्टर वातावरण जो कतरनी से भरा होता है और सूक्ष्म या सूक्ष्म सूक्ष्म घटकों को ज्ञात करने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे निर्धारित करते हैं सामग्री के गुण और फिर हम सवाल पूछते हैं कि कोशिकाओं में कतरनी से क्या प्रभावित होता है और हमारे पहले अनुमान से पता चलता है एक सेल लिफाफा जिसमें एक सेल की दीवार और एक कोशिका झिल्ली होती है हमने बहुत संक्षेप में सेल की दीवार को देखा और फिर हमने सेल झिल्ली को कुछ विस्तार से देखा हमने देखा कि यह लिपिड और प्रोटीन का एक द्रव मोज़ेक था और हमने देखा कि लिपिड क्या हैं जो मैंने कहा कि बायोमोलेक्यूल्स के चार प्रमुख वर्गों में से एक था और उन्हें परिभाषित किया गया है लिपिड कोरूप में परिभाषित किया गया पानी के अघुलनशील अणुओं केहै जो बहुत ही घुलनशील हैं कार्बनिक सॉल्वैंट्स जैसे क्लोरोफॉर्म और फिर हमने कुछ उदाहरण देखे हमारे वसा वास्तव में लिपिड हैं और फिर मक्खन एक लिपिड है तेल एक लिपिड है और फिर हमने फॉस्फोलिपिड्स के कुछ विवरणों पर ध्यान दिया और कोलेस्ट्रॉल एक और प्रकार है ग्लाइकोलिपिड्स और ये सब तीन आमतौर पर प्राकृतिक कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं फिर हमने देखा कि कैसे झिल्ली विशेषताओं झिल्ली कतरनी संवेदनशीलता निर्धारित करते हैं और हमने एक ऐसे मामले को भी देखा जहां हम संभवतः कतरनी संवेदनशीलता को संशोधित करने के लिए लिपिड को संशोधित कर सकते हैं हम बाद में फिर से मिलेंगे और जब हम फिर से मिलेंगे तो हम एक और कहानी जारी रखेंगे फिर मिलते हैं